लिनियर मेजरमेंट 2 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान हम स्करू थ्रेड को मापने के लिए एक फ्लोटिंग माइक्रोमीटर देखा तो आज हम माइक्रोमीटर इंस्ट्रूमेंटों को देखेंगे और यहाँ तक कि स्लिप गेज भी देखेंगे हम पिछले व्याख्यान में मूल बातें थी तो आइए हम एक समस्या को हल करने का प्रयास करें 05 मिलीमीटर की पिच के साथ एक स्क्रूगेज पिच यह है और इसे दो लगातार धागे कहा जाता है इसे पिच P सही कहा जाता है पिच 05 मिलीमीटर है और एल्यूमीनियम के एक पतली शीट की मोटाई को मापने के लिए 50 डिवीजनों के साथ एक सर्कुलर स्केल का उपयोग किया जाता है माप शुरू करने से पहले यह पाया गया था कि जब स्क्रूगेज के दो जबड़े को संपर्क में लाया जाता है तो 45 वीं डिवीजन मेन स्केल की रेखा से मेल खाती है जिसमें एक त्रुटि होती है और यह कि जीरो मेन स्केल डिविजन मुश्किल से दिखाई देता है शीट की मोटाई क्या है यदि मेन स्केल रीडिंग 05 मिलीमीटर है और 25 वें डिवीजन मेन स्केल लाइन के साथ मेल खाता है इसलिए इस समस्या का पाठ किसी भी उपकरण को 0 पर डायमीटर का उपयोग करके नाप लेने से पहले है यह देखें कि क्या आपको ग्राउंड स्टेट में 00 मिलता है या माप शुरू होने से पहले जब सब कुछ स्क्रूगेज लगाया जाता है तो बस दोनों जबड़े बनाएं ताकि वे एक दूसरे के करीब आते हैं और देखते हैं कि 0 डिवीजन मेल खा रहे हैं या नहीं यदि ऐसा नहीं है तो एक त्रुटि है तो यह त्रुटि पहले हम बचने की कोशिश करेंगे या दूसरे तरीके से आप त्रुटि को जानने का प्रयास करेंगे और जब आपको अंतिम उत्तर मिलेगा तो इसे अंतिम उत्तर से घटा दें फिर आपको सही उत्तर मिलेगा तो लेकिन कृपया माप शुरू करने से पहले इस 0 डायमीटर को करने की कोशिश करें तो आइए हम कम से लीस्ट काउंट को जो LC है एक सर्कुलर स्केल पर डिवीजनों की संख्या से पिच के अलावा कुछ भी नहीं है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 05 को 50 से विभाजित किया गया है जो 001 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है तो नेगेटिव या एरर नेगेटिव जीरो एरर कुछ भी नहीं है लेकिन LC में शून्य से 5 गुना है जो कुछ भी नहीं है लेकिन माइनस 5 में 001 जो शून्य से 005 मिलीमीटर है ठीक है अब मैशेयरड वैल्यू मेन स्केल पर रीडिंग प्लस स्क्रू गेज रीडिंग माइनस इनिशियल एरर है जो हमारे पास थी तो यह है या मैं कह सकता हूं कि यदि आप अधिक विशिष्ट होना चाहते हैं तो हम इसे 0 कहते हैं इसलिए यह 05 मिलीमीटर प्लस 25 गुना 001 मिलीमीटर में है और यह माइनस 005 मिलीमीटर है तो उत्तर 080 मिलीमीटर होने जा रहा है यह शीट की मोटाई होगी हमें एक और समस्या का प्रयास करने दें Least Count LC 001mm नकारात्मक शून्य त्रुटि ¿5×LC 5× 001 1005 mmमिमी मापा मूल्य मेन स्केल पढ़ना भाड़ गेज पढ़ना त्रुटि Measured value Main scale Reading Screw gauge Reading -Error • 05 25 × 001 ¿005 • 080 mm मिमी एक स्क्रू गेज में एक मेन स्केल का शून्य एक सर्कुलर स्केल के पांचवें विभाजन के साथ मेल खाता है पेंच गेज के सर्कुलर स्केल के विभाजन 50 हैं यह एक रोटेशन में मेन स्केल पर 05 मिलीमीटर चलता है गेंद का डायमीटर क्या है तो स्क्रू गेज की कम से कम गिनती LC पिच के बराबर है जिसका हमने फार्मूला देखा था तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन 05 को 50 से विभाजित किया गया है जो 001 मिलीमीटर के अलावा कुछ भी नहीं है गेंद का डायमीटर 2 गुणा 05 मिलीमीटर प्लस 25 माइनस 5 गुणा 001 मिलीमीटर है तो जो 12 मिलीमीटर के अलावा कुछ नहीं है ठीक है यह गेंद का डायमीटर है Least Count LC of the Screw Gauge 001 मिमी गेंद का डायमीटर 2 × 05 × 001 Diameter of the Ball • 12 मिमी इसके बाद हमें स्लिप गेज पर आगे बढ़ना चाहिए जिसे गेज ब्लॉक भी कहा जाता है जो कुछ सीमाओं का मुकाबला कर सकता है जैसे घिस पिस जो कम समय के भीतर माप में त्रुटियों के संचय का कारण बन सकते हैं स्लिप गेज मूल रूप से यदि आप इसे देखते हैं तो लिनियर मेजरमेंट के बजाय एक एंड मेजरमेंट है गेज ब्लॉक की उत्पत्ति का पता स्वीडन में 18 वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है जहां मशीन की दुकान में गेज की छड़ें इस्तेमाल की गई थीं हालांकि आधुनिक दिनों में स्लिप गेज या गेज ब्लॉक जोहानसन उनका अस्तित्व स्वीडिश शस्त्रागार निरीक्षक द्वारा किए गए अग्रणी काम के ऋणी मानते है इसलिए गेज ब्लॉक को कभी कभी जोहानसन गेज Johanasson's gauge कहा जाता है तो यह एक विशिष्ट स्लिप गेज ब्लॉक है तो यहाँ आप इसे देख रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एंड मेजरमेंट है तो आपके पास 16 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर 2010 और 9 होगा इसलिए यदि कोई मूल्य है कि यदि मूल्य 7900 मिलीमीटर है तो आपको 7900 मिलीमीटर बनाना होगा तो हम क्या करते हैं इसलिए यदि यह 89 होना है या आप 20 के बजाय 10 करने की कोशिश करते हैं तो आप 10 लेने की कोशिश करते हैं यदि यह 79 है तो 60 को 10 और 9 ले तो अब 3 ब्लॉक लिए गए हैं और ये 3 ब्लॉक संलग्न हैं या उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा गया है जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और हम माइक्रोन सटीकता के लिए आगे देख रहे हैं तो इन गेज ब्लॉकों के बीच कोई फ़ासला नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब आप क्या करते हैं आप इस गेज ब्लॉक को उन मूल्यों को उठाते हैं जो आप चाहते हैं और फिर आप इसे हल करना शुरू करते हैं इसलिए आपने संचित कर लिया है और अब आपने जो किया है वह यह है कि आपने 3 अंत गेज बनाए हैं इसलिए यदि आप एक माप लेना चाहते हैं तो यह ऊंचाई के मामले में पूरी तरह से मापने योग्य होगा तो यह गेज 1 गेज 2 और गेज 3 है 60 10 79 ठीक है इसलिए गेज ब्लॉक ग्रेड को आकार देता है और सतह प्लेटों में जैसे कई ग्रेड हमारे पास हैं तो यहाँ भी आपके पास ग्रेड और आकार होंगे स्लिप गेजस 3 बुनियादी आकारों में उपलब्ध हैं रैक्टेंगल कार एक केंद्रीय छेद के साथ वर्ग और विभिन्न अनुप्रयोग के लिए एक केंद्रीय छेद के बिना वर्ग इसलिए हमें एक रैक्टेंगल के रूप में क्या देखना चाहिए रैक्टेंगल प्रकार सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि वे अधिक सुविधाजनक होते हैं जहां स्थान प्रतिबंधित है और अतिरिक्त वजन से बचना है स्क्वायर स्लिप गेज में बड़ा सतह क्षेत्र होता है और घिस की दर कम होती हैवे भी एक दूसरे के लिए बेहतर पालन जब वे एक साथ निछोडे हैं निछोड एक ऑपरेशन होता है तो निछोड का मतलब है कि हम क्या करते हैं हम एक ब्लॉक लेने की कोशिश करते हैं हम एक और ब्लॉक लेने की कोशिश करते हैं ठीक है यह गेज 1 है या एक ब्लॉक 1 यह ब्लॉक 2 है फिर हम क्या करते हैं हम G 1 को रखने की कोशिश करते हैं और फिर हम इसके ऊपर G 2 को रखने का प्रयास करते हैं और फिर हम जो करते हैं हम उसे केंद्र रेखा के लगभग घुमाने की कोशिश करते हैं और फिर G 1 और G 2 को एक दूसरे के ऊपर बनाया जाता है तो पहले इसे स्लाइड करने और जगह देने की अनुमति है और फिर हम जो करते हैं वह स्लाइड है और एक परपेंडिकुलर रखते है तो फिर G 2 को इस तरह घुमाया जाता है जैसे G 2 और G 1 को संरेखित किया जाता है तो फिसलने और घूमने की इस प्रक्रिया को वि्गिंग ऑपरेशन या व्रंग कहा जाता है केंद्र छेद के साथ वर्ग ब्लॉक टाई छड़ के उपयोग की अनुमति देता है जो यह सुनिश्चित करता है कि निर्मित स्लिप गेज गिर नहीं जाता हैं टाई की छड़ मूल रूप से हैं कि बीच में एक छड़ी होती है और चरम छोर पर आपके पास दो नट या दो रिक्त स्थान या दो स्टॉपर्स होते हैं स्लिप गेज को उनकी गारंटीकृत सटीकता ग्रेड 2 ग्रेड 1 ग्रेड 0 ग्रेड 00 और कैलिब्रेशन ग्रेड के आधार पर ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है जहां 5 ग्रेड स्लिप गेज हैं ग्रेड 2 आमतौर पर वर्कशाप में उपयोग किया जाता है ग्रेड 1 का उपयोग आमतौर पर टूल रूम में किया जाता है ग्रेड 0 का उपयोग ग्रेड स्लिप गेज के निरीक्षण में किया जाता है ग्रेड 00 को स्टैंडर्ड रूम में रखा जाता है और इसका उपयोग केवल उच्च प्रीसिशन के निरीक्षण और कैलिब्रेशन के लिए किया जाता है कैलिब्रेशन ग्रेड स्लिप गेज के सेट के साथ आपूर्ति की गई विशेष चार्ट पर बताई गई स्लिप गेज के वास्तविक आकार के साथ एक विशेष ग्रेड है तो यह दुकान के फर्श पर है जहां ऑपरेटर काम करता है फिर इसे एक टूल रूम में ले जाया जाता है फिर टूल रूम को फैक्ट्री के अंदर या शहर में या राज्य में कहीं भी उच्च अंत में कैलिब्रेट किया जाता है फिर इसे लिया जाता है पिछली बार की तरह हमने चर्चा की कि मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जिला स्तर है यह राज्य स्तर है और यह देश स्तर है और यह एक विशेष प्रकार है जिसका उपयोग किया जाता है तो ये 5 ग्रेड गेज या स्लिप गेज हैं जो वास्तविक समय में उपयोग किए जाते हैं इसलिए गेज ब्लॉक आकार ग्रेड और आकार दोनों मीट्रिक और इंच इकाइयों में एक मानक सेट में उपलब्ध हैं आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इंच का उपयोग बड़े वजन में किया जाता है यही कारण है कि हम अभी भी मीट्रिक और इंच दोनों हैं 31 48 56 और 103 के मीट्रिक सेट में उपलब्ध हैं तो हम इन टुकड़ों के बारे में क्या बात कर रहे हैं ये टुकड़े हैं 1 2 3 4 5 ये टुकड़े हैं तो आपके पास और अधिक हो सकते हैं जैसे कि आपके पास 103 टुकड़े 56 48 और 31 हो सकते हैं इसलिए जब हम 103 टुकड़े कहते हैं इसका मतलब है यहाँ कहने के लिए आप आवश्यक ऊंचाई के लिए इन स्लिप गेज ब्लॉकों का निर्माण करते हुए दूसरे दशमलव या तीसरे दशमलव सटीकता पर जा सकते हैं उदाहरण के लिए 103 टुकड़ों के सेट में निम्नलिखित शामिल हैं 1005 मिलीमीटर का एक टुकड़ा तो आप उस तीसरे दशमलव सटीकता को देखते हैं जिसे आप बना सकते हैं जब हम 49 की बात करते हैं तो यह 11 से 149 तक होती है तो यह दूसरा दशमलव है जब आप इसे और नीचे घटाते हैं 001 मिलीमीटर के चरणों में जब आप 49 टुकड़ा सीमा 05 से 245 तक जाते हैं तो स्टेप का आकार 05 होता है और चार टुकड़े 25 से 100 तक होता है 25 मिलीमीटर होता है तो आप देख सकते हैं कि 103 क्या है यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आपको 103 मिलेंगे और आपके पास सटीकता का एक टुकड़ा होगा 1005 49 टुकड़ा आपके पास इस सीमा से इस चरण के आकार में 101 है तो आप क्या कर सकते हैं मान लें कि आपके पास 23545 है आप उदाहरण के लिए ब्लॉक से इसका निर्माण शुरू कर सकते हैं 1005 तो आप कहते हैं माइनस 1005 तो अब यह 2354 है अब यह आपके लिए है निर्माण के लिए यह गेज 1 है आगे जो मैं करूंगा वह यह है कि मैं इसे मारने की कोशिश करूंगा अगर यह 104 है तो मैं इसे लेने की कोशिश करूंगा तो अब गेज 2 ब्लॉक है इसलिए मैं 23 को लूंगा और यह 21500 हो जाता है तो मैं २३५५ लेता हूं और इसे १५०० से घटाकर तो मुझे २० मिलता है तो यह गेज ३ है और फिर अंत में मेरे पास सीधा इस गेज 4 का ब्लॉक है तो यह 00 000 है इसलिए यह गेज 4 है तो अब चार गेज ब्लॉक के साथ गेज 4 गेज 3 गेज 2 और गेज 1 मैं यह 23545 मिलीमीटर बना सकता है तो यह क्या है माइक्रोन की सटीकता के लिए मैं पर्ची गेज प्राप्त करने में सक्षम हूं तो मैं ऊंचाई का निर्माण करने में सक्षम हूं अब इस ऊंचाई के साथ मैं क्या कर सकता हूं मैं इसे एक स्क्रू गेज पर ले जा सकता हूं मैं इसे वर्नियर पर ले जा सकता हूं मैं इसे ऊंचाई गेज पर ले जा सकता हूं पता करें कि यह ऊंचाई क्या है यह पता करें कि वह ऊंचाई क्या है अब मैंने एक एंड मेजरमेंट को एक लिनियर मेजरमेंट या एक दूसरे एंड मेजरमेंट में परिवर्तित किया है इसलिए अब मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि इस उपकरण में जो भी मैं मापता हूं वह सही है और इस तरह हम कैलिब्रेशन को हटाने की कोशिश करते हैं या हम काम करने या गेज के साथ चुनने की कोशिश करते हैं स्लिप गेज का व्रिंगिंग जब वे एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में लाए जाते हैं तो दो समतल और चिकनी सतहों के आसंजन को व्रिंगिंग कहते है आसंजन का बल ऐसा है कि ब्लॉकों के सेट का ढेर लगभग एक ही ब्लॉक के रूप में काम करेगा और दिलचस्प रूप से कहा जाएगा कि लोग आपके द्वारा स्लिप गेज को ऐंठने के बाद क्या कहते हैं आपको इसे सीधा मोड़ना होगा और देखना होगा कि स्लिप गेज नीचे गिरता है या नहीं तो यह बिना किसी गोंद के एक पूर्ण संपर्क में होना चाहिए और इसे अलग अलग ब्लॉकों की स्थिति को परेशान किए बिना संभाला और स्थानांतरित किया जा सकता है यदि सतहों साफ और सपाट है तो ब्लॉक को अलग करने वाली फिल्म की पतली परत भी नगण्य मोटाई होगी इसका मतलब यह है कि ज्ञात आयामों के कई ब्लॉकों के ढेर न्यूनतम त्रुटि के साथ समग्र आयाम देंगे क्योंकि अगर मैं चाहता हूं कि 23545 को इसमें से एक ब्लॉक का एक ब्लॉक मिलना संभव है और दूसरी बात अगर मैं इनमें से कई संयोजनों का निर्माण करना चाहता हूं तो यह एक मॉड्यूलर अवधारणा की तरह है जिसका उपयोग ब्लॉक बनाने में किया जाता है और वास्तव में एक मॉड्यूलर अवधारणा है जिसका उपयोग कुद के निरीक्षण करने के लिए किया जाता है तो यह व्रिंगिंग है जैसा कि मैंने कहा कि तुमारे पास गेज 1 गेज 2 है पहले हम लागू दबाव को स्लाइड करते हैं और स्लाइड्स तो यह परपेंडिकुलर होता जा रहा है फिर हम इसे घुमाते हैं और फिर हम इसे एक के बाद एक रख देते हैं तो यह G 2 है यह G 1 है इसलिए G 2 G 1 अब G 1 अंदर है और G 2 दोनों संरेखित हैं इसलिए हमने पहले चर्चा की तो स्लिप गेज का निर्माण कैसे किया जाता है इसलिए पर्ची गेज हम जो भी बात करते हैं व्यक्तिगत गेज जितना संभव हो उतना सपाट होना चाहिए और उन्हें सतह पर कोई लहर नहीं होनी चाहिए सबसे पहले खुरदरापन अच्छा होना चाहिए और सीधेपन अच्छा होना चाहिए और 2 डी पैरामीटर खुरदरापन 1 डी जहां एक सीधापन 1 डी है तो फिर हम कुछ समतलता के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं सपाटता एक 3 डी पैरामीटर है तो यहां हम दो फ्लैट नामों के बारे में बात करने की कोशिश ऊपर और नीचे जितना हो सके फ्लैट होना चाहिए हम एक माइक्रोन की सटीकता के बारे में बात करते हैं सटीकता और प्रीसिशन के उच्चतम डिग्री के लिए विनिर्माण पर्ची गेज यांत्रिक इंजीनियरों के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है सटीकता सपाटता समानता और सतह की गुणवत्ता को मापा जाना चाहिए और इसे बनाए रखना होगा अंतर्राष्ट्रीय दावा किए गए तरीके संयुक्त राज्य अमेरिका ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स और जर्मन विधि German method द्वारा अनुशंसित हैं इंडिया नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में मानक है जिसमें वे स्लिप गेज बनाते हैं या वे पर्ची गेज को कैलिब्रेट करते हैं जो निर्मित है और वे भारत में मानकों को बनाए रखते हैं स्लिप गेज का कैलिब्रेशन स्लिप गेज को एक कंमपेरटर का उपयोग करके कैलिब्रेशन गेज के साथ प्रत्यक्ष तुलना द्वारा कैलिब्रेट किया जाता है तो आपके पास क्या है कि आपने अपना स्टैक यहां तैयार किया है और आपने कैलिब्रेटेड ग्रेड बनाया है और यहां इन दोनों के बीच आप एक तुलनित्र डालते हैं और ये तुलनित्र एक यांत्रिक ऑप्टिकल कुछ भी हो सकता है वे तुलनित्र का उपयोग कर सकते हैं कि क्या वे दोनों ऊंचाइयों की जांच कर रहे हैं ठीक है स्लिप गेज को नियमित अंतराल पर कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है इसका मतलब है कि किसी भी मापने के उपकरण को नियमित अंतराल पर कैलिब्रेट किया जाना है चूंकि थोड़ा घिसने वाली स्लिप गेज भी गुणवत्ता और सामग्री में कहर पैदा कर सकती है NPL ने विभिन्न स्तरों पर स्क्रू गेजों को कैलिब्रेट करने के लिए शेड्यूल की सिफारिश की है एक स्लिप गेज 87 के साथ सेट जैसा कि इस उपलब्ध संख्यात्मक समस्या के तहत जिसे आप हल करना चाहते थे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस रेंज के बीच ब्लॉक की संख्या इस सीमा तक 0001 स्टेप है जो आपके पास 9 ब्लॉक है इस के साइज़ में 11 से 149 है आपके पास 49 ब्लॉक हैं 05 से 95 आपके पास 05 स्टेप साइज़ और 05 है स्टेप साइज़ आपके पास 19 ब्लॉक हैं और फिर अंत में आपके पास 1 है तो अब हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह 29 बिंदुओं पर स्लिप गेज का निर्माण करना है हम 29758 के लिए स्लिप गेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है इसलिए यदि आप 008 की जोड़ पर वापस जाते हैं तो आपके पास नौ ब्लॉक हैं ठीक है इसलिए मैं जो कुछ करता हूं वह लेने की कोशिश करता हूं इसलिए पहले मैं 29578 लेने की कोशिश करूंगा और फिर मैं 1008 घटाऊंगा तो मुझे 28750 मिलते हैं तब मैं लेने की कोशिश करता हूं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो मेरे पास अगले चरण में 125 का विकल्प है इसलिए मैं अगले गेज से माइनस 1250 लेने की कोशिश करता हूं तो यह गेज 1 है यह गेज 2 स्लिप गेज है 1 स्लिप गेज 2 तो मेरे पास 27500 हैं ठीक है तो फिर मैं जो करता हूं वह इस चयन में है तो मेरे पास 75 है जो मैं अगले घटाऊंगा तो मैं 20000 प्राप्त करता हूं फिर अंत में मैं 20000 लेता हूं और यह 0 है मेरे पास गेज 3 और गेज 4 है जिसका अर्थ है कि मैं पहले कहूंगा कि यह 20 है गेज 4 है फिर मैंने 75 गेज 3 डाल दिया फिर मैंने 125 गेज 2 डाल दिया और मेरे पास गेज 1 है तो यह पूरी ऊंचाई अब 2975 गेज है मैंने गेज के वि्ंगिंग को इस उचित संरेखण को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है ताकि गेज बनाने के लिए 46635 मिलीमीटर के लिए स्लिप गेज का निर्माण किया जा सके तो आपको बॉक्स को देखना होगा आपको यहां उपलब्ध चरणों को देखना होगा और फिर आपको उस बॉक्स में जो कुछ भी है उसे चुनना होगा आपको केवल अक्षरों के साथ चुनना होगा तो यह 46635 होगा इसलिए मैं पहले 1005 लगाऊंगा मुझे 45630 मिलता है फिर मैं 1130 घटाता हूं मुझे 40 चार अंक 44 अंक मिलता है फिर मैं जो करता हूं वह 4500 घटाता हूं तो फिर मुझे ४० का एक ब्लॉक मिलता है फिर मैं ४० को घटाता हूँ मैं इस ४० को लिख सकता हूँ यदि यह उपलब्ध है तो आप सीधे ४० करने की कोशिश करेंगे या आप इसे २० और २० के रूप में कर सकते हैं इसलिए आप जो उपलब्ध हैं उसके आधार पर अपने बॉक्स में आपको इन गेज को चुनना होगा और फिर इसे हल करना शुरू करना होगा इसलिए अंत में हमें 1005 113 45 और 40 मिलते हैं जिन्हें आप इकट्ठा करने का प्रयास कर सकते हैं और फिर इसके लिए उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं बिल्ड स्लिप गेज 29758 मिमी के लिए 29758 1005 G1 28750 1250 G2 27500 7500 G3 20000 20000 जी 4 00000 बिल्ड स्लिप गेज 46635 मिमी के लिए 46635 1005 G1 45630 1130 G2 44500 4500 G3 40000 40000 G4 00000 4500 G3 40000 40000 G4 00000 तो हम एक और योग की कोशिश करते हैं 57895 मिलीमीटर के एक आयाम के रूप में संभव के रूप में एक स्लिप गेज की मदद से एक सेट होना आवश्यक है M 45 ग्रेड 0 और M 112 ग्रेड के 2 सेट उपलब्ध हैं ठीक है प्रत्येक सेट में रेंज और टुकड़ों की संख्या नीचे दी गई है तो यह ग्रेड 0 के लिए है और यह ग्रेड 2 के लिए है इसलिए 2 सेट उपलब्ध हैं तो अब आपको 57895 का निर्माण करना होगा इसलिए अनुमेय त्रुटि इस चीज की एक इकाई में होती है जिसका अर्थ है ग्रेड 0 और ग्रेड 2 की औसत लंबाई ये ग्रेड हैं ये त्रुटियां हैं जो निर्धारित हैं आप जिस सेट का चयन करेंगे और चयनित सेट के साथ सेट किए गए आयाम की सीमा निर्धारित करें तो यहाँ ये लंबाई हैं और यहाँ इकाइयाँ हैं जो अनुमेय त्रुटि दी गई हैं और एक ग्रेड ये भी यहाँ दी गई हैं इसलिए अगर हमें हल करना है तो अब M 45 यह 57895 है तो यह पहले हो सकता है हम 1005 लेते हैं तो यह 56890 है फिर यह माइनस 109 है तो यह ५५8०० है फिर यह 1800 है फिर यह 54 है फिर यह 4 है फिर यह 50 है ठीक है तो अधिकतम स्वीकार्य सहिष्णुता क्या है अधिकतम ऊपरी सहिष्णुता प्राप्य है यदि आप इसके द्वारा जाते हैं M45 57895 1005 G1 55890 1090 G2 55800 1800 G3 54000 4000 G4 50000 50000 G5 00000 अधिकतम ऊपरी सहिष्णुता प्राप्य 10 10 10 10 15 55 55 000055mm अधिकतम आयाम 57895 000055 5789555 मिमी न्यूनतम आयाम 57895 000055 5789445 मिमी रेंज अधिकतम न्यूनतम 5789555 5789445 002 मिमी प्राप्य सहिष्णुता 10 है और यह ये दो रेंज 20 से 60 बीच में गिर जाता है यह प्लस 15 ठीक है तो अधिकतम सहिष्णुता 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 ठीक है तो अब यह 55 के बराबर है इसलिए अब हमने जो कहा है उन्होंने कहा है कि प्रत्येक विभाजन 100000 से 1 है यह कुछ भी नहीं है लेकिन 000055 मिलीमीटर है ठीक है तो अधिकतम आयाम 57895 प्लस 000055 और न्यूनतम आयाम 57895 माइनस 000055 होने जा रहा है ठीक इसलिए हम जिस रेंज की बात कर रहे हैं वह मैक्स माइनस मिन है तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन मैक्स माइनस मिन यह रेंज है तो इसका उपयोग करते हुए यह M 45 के लिए है तो उसी तरह से M तो हमारे पास दूसरी चीज M 112 है इसलिए दूसरे सेट एम 112 का उपयोग करते हैं इसलिए फिर से समस्या वही होगी जिसे हमें हल करना है तो यह 57 होगा यह दोनों सम के लिए समान होगा M 45 के साथ साथ M 112 के लिए भी समान है इसलिए अधिकतम ऊपरी सहिष्णुता 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 80 होगी जो 230 हैयह ५० ५० सब कैसे आता है तो यह यहाँ ग्रेड 2 दिया गया है 50 50 ग्रेड 2 ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 0 और ग्रेड 2 के लिए दिया गया है इसलिए 50 50 80 ग्रेड 2 के लिए यहाँ से आया है तो अब 230 हम गुणा करेंगे यह ऊपरी सहनशीलता तो एक और 230 में 1 से 100000 है जो 00023 मिलीमीटर है तो मैक्सिमम लोहार टॉलरेंस ऊपरी निचले टॉलरेंस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 50 होगी जो 110 है इसलिए यह 110 गुणा 100000 है जो 00011 मिलीमीटर है तो इस ग्रेड एम 112 में अधिकतम आयाम 57895 प्लस 00023 होगा और जो कुछ भी नहीं है लेकिन 578973 मिलीमीटर और न्यूनतम आयाम 57895 शून्य से 00023 होने जा रहा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन 578939 मिलीमीटर है एम 112 ग्रेड II M 112 - Grade II Maximum Upper Tolerance 50 50 50 50 80 230 230 00023 mm Maximum Upper Tolerance 20 20 20 50 110 110 00011mm Maximum Dimension 57895 00023 578973 mm Minimum Dimension 57895 - 00023 578939 mm Range 578973 to 578939 mm → Grade II Range 5789445 to 5789555 mm →Grade 0 तो रेंज कुछ भी नहीं है लेकिन अधिकतम माइनस न्यूनतम है तो यह 578973 से 578939 मिलीमीटर ठीक है तो यह स्पष्ट है क्या स्पष्ट है इसलिए एक रेंज क्या है तो आपके पास 0005 है और उसके बाद यदि मैं चाहता हूं कि यह ग्रेड II के लिए है और पिछली रेंज आपके द्वारा हल की जाने वाली रेंज के लिए होगी जो 5789445 से 5789555 मिलीमीटर है यह ग्रेड के लिए है यह ग्रेड 0 M 45 के लिए है अब आप उत्तर कह सकते हैं यह स्पष्ट है कि M 112 के ग्रेड II की तुलना में अधिक सटीकता के लिए M 45 का चयन किया जाना चाहिए इसलिए इस तरह से आप परीक्षा में समस्याओं की उम्मीद कर सकते हैं तो स्लिप गेज का उपयोग लिनियर मेजरमेंट के लिए किया जाता है यह लिनियर मेजरमेंट या लाइन मैशरमेंट अच्छा है लेकिन अंत मैशरमेंट आपको अधिक सटीकता प्रदान करता है इसलिए हम आवश्यक आयामों को ब्लॉक बनाने के लिए स्लिप गेज का उपयोग कर रहे हैं और फिर ऊंचाई माप या लंबाई माप का पता लगाने की कोशिश करते हैं इसलिए यह समझने के लिए कि लिनियर मेजरमेंट अध्याय में हमने क्या देखा पहले हमने परिचय देखा फिर हमने विभिन्न गाइडलाइन देखे तो यह बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गाइडलाइन गाइडलाइन रीडाबिलिटी रिलायबिलिटी रिपीटेबिलिटी प्रीसिशन सटीकता है इन सभी चीजों को हमने मेल खाते हुए देखा धुरी मापा घटक के साथ मेल चाहिए तो हम सतह की प्लेट के बारे में देखा हम एक वी ब्लॉक के लिए गए वी ब्लॉक कुछ इस तरह था तो हम एक सर्कुलर डालते हैं और फिर आप ऊंचाई को मापने की कोशिश कर सकते हैं तो V ब्लॉक हमने विभिन्न ग्रेडयू्एटड स्केलस और विभिन्न पैमाने के उपकरणों को देखा जैसे कि वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर हाइट गेज और फिर अंत में हमने स्लिप गेज का उपयोग देखा इसलिए हम अपने दोस्तों को एक छोटा सा काम देना चाहते हैं तो हम एक स्क्रू लेने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यह पेंच का हम आयाम पता लगाना चाहते थे ठीक है तो आपके पास एक समकक्ष भी होगा क्या मैं स्क्रू के डायमीटर को मापने के लिए स्क्रू गेज या वर्नियर का उपयोग कर सकता हूं ठीक है तो यह बिंदु संख्या 1 है दूसरी बात यह है कि अगर मुझे कोण को मापना है तो कहो कि एक कोण हैसही मैं धागे के बीच इस कोण को कैसे मापूं मैं इसे कैसे करूं और विधि क्या होनी चाहिए फिर आखिरी में किसी भी आयाम 6 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर की एक ड्रिल लेने की कोशिश की जाती है सही किसी भी ड्रिल वर्नियर कैलिपर का उपयोग करके डायमीटर को मापने की कोशिश की जाती है और देखें कि क्या आपको सही परिणाम मिलता है ठीक है तो ये आपके लिए तीन असाइनमेंट हैं और जिस क्षण आप मापते हैं और यदि आपको पता चलता है कि कुछ असंगतता है तो लगता है कि असंगतता का कारण क्या है यदि आप इसे पूरी तरह से प्राप्त कर चुके हैं तो पुस्तक या स्पेसिफिकेशन के साथ जांच करें जो उस विशेष स्क्रू के लिए या ड्रिल के लिए दिया गया है जिसे आपने मापा है और उनके द्वारा दिया गया मिलान होता है